और इस व्याख्यान में हम ऑपरेशनल एमप्लीफायर का एक और एप्लीकेशन देखेंगे पिछले व्याख्यान में हमने विशेषताओं को देखा है फिर हमने सर्किटों को देखा है और फिर हमने देखा है हम उन सर्किटों को विभिन्न प्रकार की वेवफॉर्म के लिए कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं उदाहरण के लिए इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर और इंटीग्रेटर और डिफरेंशिएटर के दौरान मैंने आपको बताया था कि उनका उपयोग एक फिल्टर के रूप में किया जा सकता है तो हम कैसे फिल्टर के रूप में ऑपरेशनल एमप्लीफायर का उपयोग कर सकते हैं और वास्तव में फ़िल्टर का क्या मतलब है इसलिए यदि आप उदाहरण के लिए एक फिल्टर के बारे में सोचते हैं तो मानव नाक फिल्टर है बस एक त्वरित उदाहरण देने के लिए नाक फिल्टर है इसी तरह अगर हम एक चाय के उदाहरण के बारे में बात करते हैं तो हम जिस जाली का उपयोग दूध या चाय को चाय की पत्तियों से छानने के लिए करते हैं एक फिल्टर है तो इसी तरह फ़िल्टर का क्या मतलब है वह चीज या प्रणाली या एक उपकरण या एक उपकरण जिसे हम उपयोग कर सकते हैं या एक अंग यदि आप इसके बारे में बात करते हैं तो यह एक अंग है इसलिए कुछ भी जो अवांछित सिग्नल अवांछित बातों को हटाने में हमारी मदद कर सकता है जब आप इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करते हैं तो यह अवांछित सिग्नल को फ़िल्टर करेगा और यह हमें वांछित सिग्नल को प्राप्त करने में मदद करेगा यह वांछित सिग्नल को पारित करने की अनुमति देगा और अवांछित सिग्नल को लॉक या बंद करने की अनुमति देगा आज हम देखते हैं कि कैसे हम ऑपरेशनल एमप्लीफायर का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के फिल्टर डिजाइन कर सकते हैं इसलिए जब मैं ऑपरेशनल एमप्लीफायर के बारे में बात करता हूं तो आप लोग op amp की विशेषताओं को जानते हैं इसलिए आपके लिए यह समझना आसान होगा कि हम फ़िल्टर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं अब फिल्टर कई प्रकार के होते हैं जब हम इस विशेष व्याख्यान में उन घटकों के आधार पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हम उपयोग करते हैं और वह जिस फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं उसके आधार पर चाहे वे लो पास फ़िल्टर है चाहे वह एक हाई पास फ़िल्टर है चाहे वह केवल आवृत्ति के बैंड को पास करेगा चाहे वह किसी विशेष आवृत्ति को अस्वीकार कर देगा इसके आधार पर हम फ़िल्टर को भी नाम देते हैं तो देखते हैं कि वास्तव में फ़िल्टर क्या हैं और हम ऑपरेशनल एमप्लीफायर का उपयोग करके फ़िल्टर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं तो यह हमारी कक्षा संख्या 11 है और हम फ़िल्टर को देखेंगे हम देखेंगे कि फ़िल्टर क्या हैं इसलिए जब आप परिभाषा देखते हैं तो फिल्टर की परिभाषा बेहद सरल है फिल्टर सर्किट हैं जो सिग्नल पास करने में सक्षम हैं आप आवृत्ति के एक बैंड के भीतर सिग्नल पास करने में सक्षम हैं यह केवल बैंड के बाहर आवृत्तियों के संकेतों को अस्वीकार या अवरुद्ध करते समय आवृत्तियों के बैंड को अनुमति दें या पास करें इसलिए यदि आप आवृत्ति के एक बैंड का चयन करते हैं जिसे आपको पास करने की आवश्यकता है और आप बैंड के बाहर संकेतों को अस्वीकार या अवरुद्ध करने जा रहे हैं तो आप फ़िल्टर का उपयोग कर सकते हैं फ़िल्टर की इस विशेषता को फ़्रीक्वेंसी सेलेक्टिविटी भी कहा जाता है इसे फ़्रीक्वेंसी सेलेक्टिविटी भी कहा जाता है क्योंकि आप फ़्रीक्वेंसी के बैंड से या कुल फ़्रीक्वेंसी से एक विशेष फ़्रीक्वेंसी का चयन कर रहे हैं अब अगले फिल्टर निष्क्रिय फिल्टर हो सकते हैं सक्रिय फिल्टर हो सकते हैं तो निष्क्रिय फिल्टर का क्या मतलब है RC RL या RLC या तो रजिस्टर और कैपेसिटर या रजिस्टर और इंडक्टर या रजिस्टर कैपेसिटर और इंडक्टर का उपयोग करके बनाए गए सर्किट इन्हें निष्क्रिय फिल्टर कहा जाता है हमने पहले ही देखा है कि सभी निष्क्रिय घटक क्या हैं अब जब आप सक्रिय फिल्टर के बारे में बात करते हैं तो सर्किट जो एक या एक से अधिक ऑपरेशनल एम्पलीफायरों या किसी अन्य एम्पलीफायर को नियोजित करता है प्रतिरोधक और कैपेसिटर के अलावा फिर वह आपका सक्रिय फ़िल्टर होगा अब यदि आप देखते हैं कि सक्रिय फिल्टर का क्या लाभ है तो हमें सक्रिय फिल्टर का उपयोग क्यों करना है क्यों हमें सक्रिय फिल्टर का उपयोग करना है हम निष्क्रिय फिल्टर का उपयोग करके सर्किट क्यों नहीं बना सकते हैं फिर हमें यह समझना होगा कि निष्क्रिय फिल्टर पर सक्रिय फिल्टर के क्या फायदे हैं क्या फायदे हैं आइए हम एक एक करके देखते हैं पहला लाभ यह है कि सक्रिय फिल्टर को आवश्यक गेन प्राप्त करने के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है हम सक्रिय फ़िल्टर में गेन बदल सकते हैं इसलिए निष्क्रिय फिल्टर के मामले में कोई अटेन्युएशॅन नहीं हम निष्क्रिय फिल्टर का उपयोग करते हैंअटेन्युएशॅन होगा और नुकसान होगा इसलिए हम सक्रिय फ़िल्टर का उपयोग कर सकते हैं और हम गेन प्रदान कर सकते हैं यही लाभ नंबर एक है दूसरा फायदा यह है कि उच्च इनपुट प्रतिरोध और Op Amp के कम आउटपुट प्रतिरोध के कारण लोडिंग की समस्या नहीं है हमने Op Amp विशेषताओं को देखा है opamp की दो विशेषताएँ उच्च इनपुट प्रतिबाधा और कम आउटपुट प्रतिबाधा हैं इसलिए इस विशेषताओं के कारण यह लोडिंग प्रभाव को हटाने में हमारी मदद करेगा और आपको प्रयोगों में लोडिंग प्रभाव भी दिखाई देगा हम देखेंगे कि जब हम प्रयोग करते हैं तो लोडिंग प्रभाव को कैसे हटाया जा सकता है तो फायदा यह है कि जब हम एक op amp का उपयोग करते हैं तो लोडिंग प्रभाव से बचा जा सकता है इसलिए सक्रिय फिल्टर के मामले में कोई लोडिंग समस्या नहीं है निष्क्रिय फिल्टर पर तीसरा लाभ यह है कि सक्रिय फिल्टर लागत प्रभावी हैं क्योंकि कई प्रकार के किफायती op amp उपलब्ध हैं यदि आप एक थोक में Op Amp 741 खरीदते हैं तो यह आपको लगभग 10 INR 10 से 15 INR प्रति पीस देगा तो आप थोक में खरीद सकते हैं और यह वास्तव में सस्ता है तो क्यों न जब हम सक्रिय फिल्टर बनाना चाहें तो हमें उतना पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा और लाभ में हम कोई लोडिंग प्रभाव नहीं देख सकते हैं और हम गेन भी बदल सकते हैं तो निष्क्रिय फिल्टर पर सक्रिय फिल्टर के कई फायदे हैं एक हमेशा सक्रिय फिल्टर के लिए जाएगा अब सक्रिय फ़िल्टर के अनुप्रयोग क्या हैं सक्रिय फिल्टर मुख्य रूप से संचार और प्रोसेसिंग सर्किट और सिग्नल प्रोसेसिंग सर्किट में उपयोग किए जाते हैं इसलिए अधिकांश संचार आधारित अनुप्रयोगों में हम फिल्टर का उपयोग और विशेष रूप से सक्रिय फिल्टर का उपयोग देखेंगे वे मनोरंजन मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आदि जैसे अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला में भी कार्यरत हैं इसलिए हम एक फ़िल्टर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं या आप मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में फ़िल्टर का उपयोग कैसे कर सकते हैं जो स्वयं एक अन्य व्याख्यान का हिस्सा हो सकता है लेकिन हमें समझने की आवश्यकता है एक बार जब हम समझ जाते हैं कि हम एक फिल्टर के रूप में ऑपरेशनल एमप्लीफायर का उपयोग कैसे कर सकते हैं तो इसका उपयोग कहां किया जा सकता है और एप्लिकेशन क्या हैं इसलिए फ़िल्टर का मुख्य अनुप्रयोग संचार सर्किट में है इसका मतलब है कि जब आप किसी भी संचार सर्किट को देखते हैं तो आप यह देखने की कोशिश करते हैं कि इसमें कुछ सक्रिय फिल्टर हैं या नहीं उसी तरह सिग्नल प्रोसेसिंग टूलमें उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स में और उसी तरह से मनोरंजन उद्देश्य के लिए जब मनोरंजन कहते हैं कि मनोरंजन का मतलब क्या है क्या इसका मतलब है कि हम एक वीडियोगेम खेल रहे हैं और वीडियोगेम में जो सर्किट हम डिजाइन कर रहे हैं उसमें कुछ फिल्टरहैं और हम कुछ ऐसे फायदों को देखेंगे जिन्हें मैंने अभी हाल ही में या ठीक दो मिनट पहले बोला है जो लोडिंग प्रभाव हैं तो यदि हम निष्क्रिय फिल्टर पर सक्रिय फिल्टर का उपयोग करते हैं तो लोडिंग प्रभाव को कैसे हटाया जा सकता है आप प्रयोग भाग में भी देखेंगे तो अब देखते हैं कि सक्रिय फिल्टर की चार बुनियादी श्रेणियां क्या हैं पहली श्रेणी लो पास फिल्टर है दूसरी हाई पास फिल्टर है तीसरी एक बैंड पास फिल्टर है चौथी एक बैंड रिजेक्ट फिल्टर है इनमें से प्रत्येक फ़िल्टर को RC RL या RLC सर्किट के साथ सक्रिय तत्व के रूप में opamp का उपयोग करके बनाया जा सकता है दूसरा डिजिटल कंप्यूटर या विशेष डिजिटल हार्डवेयर का उपयोग करके डिजिटल फिल्टर बनाए जा सकते हैं अब दो प्रकार के फिल्टर हैं चाहे यह एनालॉग हो या चाहे डिजिटल हो तो यह एनालॉग फ़िल्टर हो सकता है या यह डिजिटल फ़िल्टर हो सकता है अब श्रेणी के आधार पर भी चार लो पास हाई पास बैंड पास बैंड रिजेक्ट हैं लेकिन यदि आप एक डिजिटल फिल्टर बनाना चाहते हैं जिसे डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग करके बनाया जा सकता है या इसे विशेष डिजिटल हार्डवेयर उपयोग करके भी बनाया जा सकता है एनालॉग फिल्टर को या तो निष्क्रिय या सक्रिय के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और आमतौर पर R L और C घटकों और ऑपरेशन एम्पलीफायरों को इंप्लीमेंट किया जाता है तो फिल्टर की मुख्य दो श्रेणियां डिजिटल और एनालॉग हैं और आपके पास सक्रिय और साथ ही निष्क्रिय फिल्टर भी है हमारे पास लो पास फिल्टर हाई पास फिल्टर बैंड पास फिल्टर और बैंड रिजेक्ट फिल्टर भी हैं तो आइए हम लो पास फिल्टर के लिए बेसिक फ़िल्टर रिस्पांस देखें तो लो पास फिल्टर का क्या मतलब है इसका मतलब है कि यह कम आवृत्तियों को पारित करेगा इसलिए यदि आपके पास आवृत्ति के रूप में 0 से 1 किलोहर्ट्ज़ है और मैं केवल आवृत्ति को 0 से 200 हर्ट्ज तक पारित करना चाहता हूं और कोई भी आवृत्ति 200 हर्ट्ज से ज्यादा को पारित नहीं किया जाना चाहिए तो मैं एक लो पास फ़िल्टर डिज़ाइन कर सकता हूं यह कम आवृत्तियों को पारित करने और किसी विशेष आवृत्ति के ऊपर उच्च आवृत्तियों को अवरुद्ध करने की अनुमति देगा उस आवृत्ति को क्रिटिकल फ्रिकवेंसी fcकहा जाता है लो पास फ़िल्टर स्रोत से लोड करने के लिए कम आवृत्ति संकेतों के आसान मार्ग के लिए अनुमति देता है एक स्रोत है एक रजिस्टर R एक कैपेसिटर C है अब एक पास फिल्टर कम लगातार संकेतों के आसान मार्ग की अनुमति देता है लेकिन उच्च आवृत्ति संकेतों के कठिन मार्ग की इसलिए यदि आप लो पास फिल्टर की आदर्श प्रतिक्रिया देखते हैं तो यह इस तरह दिखेगा आपके पास y अक्ष पर गेन है आपके पास x अक्ष पर आवृत्ति है और फिर आपको फ़िल्टर को ऐसे डिज़ाइन करना होगा कि आवृत्ति fc या fh से ज्यादा आवृत्ति को पारित करने की अनुमति नहीं देगा इस आवृत्ति के केवल नीचे आवृत्तियों को पारित करने की अनुमति दी जाएगी तो आप एक तेज कटौती देख सकते हैं और यह एक दीवार जैसा दिखता है तीव्र परिवर्तन को देखा जा सकता है क्योंकि हम केवल इस विशेष बैंड के भीतर आवृत्ति की अनुमति देना चाहते हैं और इस बैंड के ऊपर किसी भी आवृत्ति को पारित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए तो इस आवृत्ति को पारित करने की अनुमति दी जाती है और इसीलिए इसे बैंड पास कहा जाता है यदि इस आवृत्ति को पारित करने की अनुमति नहीं है या यदि बैंड आवृत्ति को अस्वीकार कर दिया जाता है तो इसे स्टॉप बैंड कहा जाता है आप आवृत्ति पारित कर सकते हैं आप आवृत्ति रोक सकते हैं यह लो पास निष्क्रिय फिल्टर या लो पास सक्रिय फिल्टर की एक आदर्श प्रतिक्रिया है लेकिन जब आप वास्तविक प्रतिक्रिया देखते हैं तो आप क्या देखेंगे आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी पहला यह है कि आप देखते हैं कि यहां कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है यह वास्तव में आदर्श प्लॉट में ऐसा होना चाहिए था लेकिन वास्तव में जब आप प्रयोग करते हैं तो वास्तविक प्रतिक्रिया आपकी आदर्श प्रतिक्रिया से भिन्न होगी और यहां आप जो देखेंगे वह धीरे धीरे चलेगा और यह निश्चित आवृत्ति पर बंद हो जाएगा लेकिन हम केवल उन फ्रीक्वेंसी पर विचार करेंगे जिनकी अनुमति है जैसे 3 dB या कुल वोल्टेज का 70 प्रतिशत यह पास बैंड है जैसा हमने देखा है और यह बैंडविड्थ है और यह आवृत्ति है यह y अक्ष में गेन है और x अक्ष आवृत्ति है अब इस ढलान को रोल ऑफ रेट कहा जाता है तो यह सिंगल पोल RC फिल्टर की प्रतिक्रिया है और यह ट्रांजिशन रिजियन है और इस के लिए रोल ऑफ रेट 20 dB प्रति दशक है और यह कोई और नहीं बल्कि आपका स्टॉप बैंड रीजन है तो अब आपने दो तीन शब्द देखे हैं पहला शब्द ट्रांजिशन रीजन है ट्रांजिशन रीजन पास बैंड से स्टॉप बैंड तक ट्रांजिशन रीजनहै दूसरा सिंगल पोल RC फिल्टर की प्रतिक्रिया है सिंगल पोल RC फिल्टर क्या है केवल एक R है केवल एक C है यदि मैं प्रतिरोधों को बढ़ाता रहता हूं और कैपेसिटर बढ़ाता हूं तो दो पोल RC सर्किट तीन पोल RC फिल्टर और इतने पर और आगे सभी होंगे ठीक है सिंगल पोल RC फिल्टर के लिए मेरी दर प्रति मिनट 20 dB है दो पोल RC फिल्टर के लिए मेरी दर की भूमिका प्रति दशक 40 dB और इस तरह और भी होगी और आप देखेंगे कि जब हम दो पोल वाले RC सर्किट को ठीक से देखेंगे और यह आपका स्टॉप बैंड क्षेत्र है जहां आवृत्ति को रोक दिया जाएगा तो एक लो पास फिल्टर एक फिल्टर है जो 0 हर्ट्ज से क्रिटिकल फ्रिकवेंसी तक आवृत्ति को पास करता है क्रिटिकल फ्रिक्वेंसी को fc से दर्शाया जा सकता हैc और अन्य सभी फ्रिक्वेंसी को काफी अटैंयुएट करता है क्रिटिकल फ्रिकवेंसी के ऊपर कोई भी आवृत्ति को यह पारित करने की अनुमति नहीं देगा यह पारित करने की अनुमति नहीं देगा तो यह आपका लो पास फ़िल्टर प्रतिक्रिया है इसलिए एक फिल्टर का बैंड पास करें पास बैंड क्या है तो एक फ़िल्टर का पास बैंड आवृत्तियों की सीमा है जिसे न्यूनतम अटेन्युएशॅन हानि के साथ फ़िल्टर को पारित करने की अनुमति दी जाती है और आमतौर पर इसे पास बैंड प्रतिक्रिया से 3 डीबी से कम परिभाषित किया जाता है ट्रांजिशन रीजन क्या है ट्रांजिशन रीजन उस क्षेत्र को दर्शाता है जहां गिरावट आती है आप यहां से देख रहे हैं अब गिरावट हो रही है सही तो यह एक ट्रांजिशन रीजन है स्टॉप बैंड आवृत्ति की एक सीमा है जिसमें सबसे अधिक अटेन्युएशॅन है आप यहां देखते हैं अधिकतम अटेन्युएशॅन यहां होता है यह एक स्टॉप बैंड हैसही फिर अंत में हमारे पास क्रिटिकल फ्रिकवेंसी है क्रिटिकल फ़्रीक्वेंसी को fc द्वारा भी दर्शाया जाता है जिसे कट ऑफ फ़्रीक्वेंसी कहा जाता है क्योंकि यह फ़्रीक्वेंसी आप देखते हैं कि यह कट ऑफ़ फ़्रीक्वेंसी है क्योंकि इस आवृत्ति के ऊपर प्रतिक्रिया उस आवृत्ति को पारित करने की अनुमति नहीं देगी और वास्तविक प्रतिक्रिया में आप देखेंगे कि धीरे धीरे यह उस क्षेत्र में जा रहा है जहां आवृत्तियां न्यूनतम राशि हैं न्यूनतम आवृत्तियों की संख्या को पास करने की अनुमति हैसही इसलिए क्रिटिकल फ्रिकवेंसी पास बैंड के अंत को परिभाषित करती है और सामान्य रूप से उस बिंदु पर निर्दिष्ट होती है जहां प्रतिक्रिया पास बैंड प्रतिक्रिया से 3 डीबी या 707 प्रतिशत ड्रॉप हो जाती है सही पास बैंड प्रतिक्रिया का 707 प्रतिशत जब यह यहीं गिरता है और क्रिटिकल फ्रिकवेंसी कुछ भी नहीं है लेकिन यहीं पास बैंड का अंत होता है और यह पास बैंड प्रतिक्रिया के 707 प्रतिशत या कुछ भी नहीं होगा या हम 3 dB को कह सकते हैंसही तो ये एक फिल्टर के भीतर के क्षेत्र हैं अब अगर मैं इस फ़िल्टर को डिज़ाइन करना चाहता हूं तो यह बहुत सरल है मैं एक रजिस्टर का उपयोग करता हूं मैं एक कैपेसिटर का उपयोग करूंगा मैं एक वोल्टेज लागू करता हूं जो मैं देख रहा हूं कि आप सूत्र जानते हैं X 1 कैपेसिटर के लिए तो कम आवृत्ति के लिए क्या होगा कैपेसिटर नॉन कंडक्टिंग होगा तो क्या होगा कि कम आवृत्ति पर Xcबहुत अधिक है सही यह बहुत अधिक है X 1 बहुत अधिक है क्योंकि आवृत्ति बहुत कम है क्योंकि हम कम आवृत्तियों को पारित कर रहे हैं तो कम आवृत्ति पर जहां Xc बहुत अधिक होगा जब Xc बहुत अधिक होता है तो कैपेसिटर को ओपन सर्किट माना जाता है तो इसका मतलब है कि यह कंडक्टिंग नहीं है है ना यह ओपन सर्किट है तो कृपया आपको स्क्रीन पर देखना होगा जब कैपेसिटर नॉन कंडक्टिंग है तो आप यहीं देख सकते हैं इसका मतलब है कि यह एक ओपनसर्किट है तो कम आवृत्ति के साथ इनपुट में जो भी सिग्नल है आप आउटपुट पर देखेंगे DC आवृत्ति शून्य है Xc अनंत होगा सही DC क्या है f 0 के बराबर है dc सिग्नल की फ्रीक्वेंसी 0 के बराबर है इसलिए X Xc होगा जो अनंत के अलावा और कुछ नहीं होगा इस हालत में Vo Vin के बराबर है और Av यूनिटी के बराबर है आप यहाँ इस विशेष स्थिति में देख सकते हैं 0 से निश्चित आवृत्ति जो कि हमारी fc है यह आवृत्तियों को पारित कर देगी और बहुत उच्च आवृत्तियों पर क्या होगा बहुत अधिक आवृत्तियों पर Xc बहुत कम होता है और V VO की तुलना मेंछोटा होताहै Av या गेन गिर जाता है या धीरे धीरे आवृत्ति बढ़ जाती है इसका मतलब है कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता रहूं तो मेरा Xc कम होता रहेगा और इसका मतलब है कि अब इसे शार्टेड माना जाएगा अभी यह कंडक्ट नहीं कर रहा है इस मामले में कम आवृत्ति पर यह कंडक्ट नहीं कर रहा था अब यह पूरी तरह से शार्टेड है और इसे शॉर्ट किया जाता है क्योंकि उच्च आवृत्ति पर Xc कम होगा इसका मतलब है कि आप जो आउटपुट देखेंगे वह धीरे धीरे कम हो रहा है और अंत में कोई आवृत्ति नहीं होगी जो इस विशेष सर्किट से गुजर सकती है तो आपको बस कैपेसिटर की भूमिका को समझना होगा यदि आप कैपेसिटर की भूमिका को समझते हैं तो फ़िल्टर समझना बहुत आसान हो जाता है सही एक आदर्श लो पास फिल्टर की बैंडविड्थ एक आदर्श लो पास फिल्टर की बैंडविड्थ fc के बराबर है तो बैंडविड्थ fc के बराबर है लो पास फिल्टर की क्रिटिकल फ्रिकवेंसी तब Xc R के बराबर होता है और सूत्र fc 1 का उपयोग करके गणना की जा सकती है इसका मतलब है कि अगर मैं एक फिल्टर डिजाइन करता हूं तो मेरे पास क्या होगा एक रजिस्टर एक कैपेसीटर और फिर मेरे पास आउटपुट वोल्टेज Vo होगा यानी C R और Signal तो R के मूल्य के आधार पर C के मूल्य के आधार पर मैं अपनी क्रिटिकल फ्रिकवेंसी का चयन कर सकता हूं क्रिटिकल फ्रिकवेंसी वह फ्रीक्वेंसी है जिस पर अटेन्युएशॅन शुरू होता है हमने सही देखा है हमने इस 3 dB को इस तरह माना है है ना तो एक लो पास फिल्टर की क्रिटिकल फ्रिकवेंसी RC फिल्टर तब होता है जब X R के बराबर होता है और सूत्र fc 1 का उपयोग करके गणना की जा सकती है इसलिए यहां अब तक हम लो पास फ़िल्टर को देख रहे थे लेकिन वे निष्क्रिय फ़िल्टर थे हम केवल इस सर्किट को देख रहे हैं जहां रजिस्टर और कैपेसिटर था सही अब हम लो पास सक्रिय फ़िल्टर देख रहे हैं जब आपके पास लो पास सक्रिय फिल्टर होना चाहिए तो आपके पास एक एम्पलीफायर होना चाहिए और एम्पलीफायर क्या है एम्पलीफायर कुछ भी नहीं है लेकिन यूनिटी गेन एंपलीफायर है हमने op amp को देखा हैसही हमने op amp के सर्किट को देखा है जब इसे बफर के रूप में इस्तेमाल किया गया था यूनिटी गेन एंपलीफायर या वोल्टेज फॉलोअर् इन तीन चीजों को हमने देखा है तीनों चीजें एक ही सर्किट हैं जो कि यहां दिखाई गई हैं सही बफर यूनिटी गेन एंपलीफायर वोल्टेज फॉलोअर् इसलिए अब अगर मैं एक लो पास फ़िल्टर के साथ एक यूनिटी गेन एंपलीफायर को जोड़ता हूं जो कि मेरा RC फ़िल्टर है तो यह मेरा सक्रिय फ़िल्टर बन जाता है फर्स्ट ऑर्डर में लो पास सक्रिय फिल्टर में RC फिल्टर स्टेज शामिल होता है जो नॉन इनवर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर के इनपुट को कम आवृत्ति वाला हिस्सा प्रदान करता है सिग्नल ऑपरेशन एम्पलीफायर के नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल पर लागू होता है तो यह RC फ़िल्टर है VO ग्राउंड के संबंध में आउटपुट है यदि उल्लेख नहीं किया गया है तो मान लें कि यह ग्राउंड है और फिर ग्राउंड के संबंध में यह एक वोल्टेज है जो उत्पन्न होता है जो ऑपरेशन एम्पलीफायर के नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल को दिया जाता है फर्स्ट ऑर्डर लो पास फ़िल्टर और दो सक्रिय फ़िल्टर RC फिल्टर स्टेज से मिलकर एक नॉन इनवर्टिंग ऑपरेशन एम्पलीफायर के इनपुट को कम आवृत्ति वाला हिस्सा प्रदान करते हैं एम्पलीफायर को वोल्टेज फॉलोअर् या एक बफर या एक यूनिटी गेन एम्पलीफायर के रूप में कॉन्फ़िगर किया गया है जो इसे 1 का DC गेन देता है AV1 तो सिर्फ RC फ़िल्टर में यूनिटी से कम का DC गेन होगा लेकिन जब आप एक यूनिटी गेन एम्पलीफायर का उपयोग करते हैं तो इसका DC गेन 1 होगा इस कॉन्फ़िगरेशन का लाभ यह है कि Op Amp का उच्च इनपुट प्रतिबाधा फ़िल्टर आउटपुट के अत्यधिक लोड को रोकता है जबकि इसका कम आउटपुट प्रतिबाधा फ़िल्टर कट ऑफ फ़्रीक्वेंसी पॉइंट को लोड के प्रतिबाधा को बदलने से प्रभावित होने से रोकता है पहला लाभ उच्च इनपुट प्रतिबाधा है जो अत्यधिक लोडिंग को रोक देगा और दूसरा कम आउटपुट प्रतिबाधा होगी जो एक फ़िल्टर कट ऑफ आवृत्ति को लोड के प्रतिबाधा में परिवर्तन से प्रभावित होने से बचाता है अगर मैं इसे आगे जोड़ता हूं और लोड को बदल देता हूं तो यह प्रभावित नहीं होगा क्योंकि मेरे पास इस विशेष एम्पलीफायर का कम आउटपुट प्रतिबाधा है यदि आप लोड रजिस्टर को बदलते हैं तो यह फ़िल्टर रिस्पांसको प्रभावित नहीं करेगा जबकि यह विन्यास फ़िल्टर को एक अच्छी स्थिरता प्रदान करता है इसमें एक बड़ी खामी है तो दोष यह है कि इसका कोई वोल्टेज गेन नहीं है आप जो भी वोल्टेज लगाते हैं वह आपके फिल्टर का आउटपुट होता है तो मैं कहूंगा vf फिल्टर का आउटपुट होता है तो जब हम देखते हैं Vout vf के समान होगा क्योंकि वोल्टेज गेन 1 है क्योंकि यह एक यूनिटी गेन एम्पलीफायर है ऑपरेशन एम्पलीफायर के आउटपुट में वास्तव में कोई वोल्टेज गेन नहीं है हालांकि वोल्टेज गेन यूनिटी है पावर गेन बहुत अधिक है क्योंकि हालांकि यह वोल्टेज का अनुसरण करता है यह करंट में भी वृद्धि करेगा तो पावर बहुत अधिक है अर्थात आउटपुट प्रतिबाधा इसके इनपुट प्रतिबाधा की तुलना में बहुत कम है यदि 1 से अधिक वोल्टेज गेनआवश्यक है तो आप निम्नलिखित सर्किट का उपयोग कर सकते हैं इस सर्किट में हमारे पास एमप्लीफिकेशन के साथ एक सक्रिय लो पास फिल्टर है यहाँ मैंने एक नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर कनेक्ट किया है तो सर्किट का फ्रिकवेंसी रिस्पांस RC फिल्टर के समान होगा सिवाय इसके कि आउटपुट का एंप्लीट्यूड पास बैंड गेन AF द्वारा बढ़ जाता है तो हमारे पास DC गेन 1R2R1 होगा R2 का मान बदलकर और Rका मान बदलकर1 मैं इस विशेष फिल्टर सर्किट के गेन को तय कर सकता हूं और इस प्रकार यह एमप्लीफिकेशन के साथ सक्रिय लो पास फिल्टर बन जाता है इस कोर्स के अंत में आप फ़िल्टर सर्किट एनालॉग सर्किट एम्पलीफायर का उपयोग करके MOSFET का उपयोग करके और बहुत कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं तो हम वापस चलते हैं यहां AF फिल्टर का पास बैंड गेन हैf इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है fc कटऑफ फ्रीक्वेंसी है इसलिए इस प्रकार एक लो पास फिल्टर के संचालन को सत्यापित किया जा सकता है तो बहुत कम आवृत्तियों परf fcसे कम मेरा आउटपुट Vout Vin AF हो जाएगा सही इस विशेष मामले में यदि मेरी f fc से कम है फिर मेरा Vout कुछ भी नहीं लेकिन AF हो जाएगा पर जब f fc के बराबर है मेरा AV Vout Vin होगा जो AF root या 07 AF होगा उच्च आवृत्ति पर यह AF से कम होगा इस प्रकार सक्रिय लो पास फिल्टर में एक कांस्टेंट गेन AF होता है जो 0हर्ट्ज से उच्च आवृत्ति कट ऑफ पॉइंट fc तक होता है Fc पर गेन 0707 AF होता है औरfc के बाद आवृत्ति बढ़ने पर निरंतर दर से गेन कम हो जाता है यह इस ग्राफ के समान है यह एक गेन बनाम आवृत्ति ग्राफ है fc आवृत्ति को हर्ट्ज में दिया जाता हैगेन को डेसीबल के संदर्भ में दिया जाता है तो जब आवृत्ति दस गुना बढ़ जाती है तो यह है कि वोल्टेज गेन को 10 से विभाजित किया जाता है फिर fc स्थिरांक पर कम हो जाता है और गेन में कमी क्या है प्रत्येक बार आवृत्ति में 10 से वृद्धि होने पर गेन कम हो जाता है यदि गेन 20 डेसिबल से कम हो जाता है तो प्रत्येक बार आवृत्ति 10 से बढ़ जाती है फ़िल्टर सर्किट के साथ काम करते समय सर्किट के पास बैंड गेन का परिमाण आमतौर पर डेसीबल में व्यक्त किया जाता है या वोल्टेज गेन का फंक्शन इस विशेष समीकरण द्वारा दिया गया है जिसे आप यहां देख सकते हैं वोल्टेज का परिमाण 20logVout Vin या डेसीबल में 3 dB परिमाण होता है तो 3 डीबी 20log 0707 Vout Vin के बराबर होता है तो यह है कि आप लो पास सक्रिय फिल्टर के मामले में वोल्टेज गेन के परिमाण के लिए सूत्र कैसे प्राप्त कर सकते हैं अब हम सेकंड ऑर्डर के लो पास सक्रिय फ़िल्टर देखते हैं इसलिए अब यदि मैं एक और कैपेसिटर और एक अधिक अवरोधक बढ़ाता हूं तो यह सेकंड ऑर्डर बन जाएगा

एक नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर है नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर का गेन Av 1 R2 R1 आवृत्ति सूत्र fc 12 π√ R1C1R2C2 इस विशेष मामले मेंअब अगर मेरे पास R3 R4 है और C1 C2 है तो fc 1 2 π √ R2C2 मतलब है fc 1 2 πRC जो मेरे फर्स्ट ऑर्डर के लो पास सक्रिय फिल्टर के समान है क्रिटिकल फ़्रीक्वेंसी फ़ॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर के लो पास सक्रिय फ़िल्टर के समान हो जाता है फर्स्ट ऑर्डर लो पास के निष्क्रिय फिल्टर के साथ अतिरिक्त RC नेटवर्क का उपयोग करके सक्रिय फिल्टर को सेकंड ऑर्डर लो पास सक्रिय फिल्टर में परिवर्तित किया जा सकता है सेकंड ऑर्डर लो पास सक्रिय फिल्टर की आवृत्ति प्रतिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर के समान है सिवाय इसके कि स्टॉप बैंड रोल ऑफ रेट फर्स्ट ऑर्डर के दोगुने के बराबर होगी इसका मतलब है यदि आप फर्स्ट ऑर्डर लो पास फिल्टर देखते हैं तो आप देखेंगे कि रोल ऑफ रेट 20 dB प्रति दशक थी सेकंड ऑर्डर के लो पास फिल्टर के मामले में मेरी रोल ऑफ रेट 40 dB प्रति दशक होगी यही लिखा है रोल ऑफ रेट बढ़ जाती है इसलिए अगर मैं रोल ऑफ की रेट को बढ़ाता रहा तो यह प्रतिक्रिया इसी के समान होगी अभी भी मेरा रोल ऑफ रेट बढ़ रहा है प्रतिक्रिया यही होगी यह मेरी आदर्श प्रतिक्रिया है इसे इस तरह देखना चाहिए इसलिए रोल ऑफ रेट में वृद्धि का मतलब है कि मेरी वास्तविक प्रतिक्रिया मेरी आदर्श प्रतिक्रियाideal response के करीब हो रही है हमेशा याद रखें जब आप ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो y एक्सिस गेन होता है जो डेसिबल में हो सकता है X एक्सिस फ्रीक्वेंसी है यह आपकी क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी fc है यह आपकी फ्रिक्वेंसी f हमेशा हर्ट्ज में होती है तो आपको हर्ट्ज लिखना है आपको हमेशा यूनिट लिखना है हमेशा जब आप ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो यूनिट लिखना बहुत महत्वपूर्ण है आइए हम अगली स्लाइड पर जाते हैं कि फ़्रीक्वेंसी रिस्पांस सेकंड ऑर्डर पास फ़िल्टर का फर्स्ट ऑर्डर के समान है सिवाय इसके कि स्टॉप बैंड रोल ऑफ रेट फ़र्स्ट ऑर्डर लो पास फ़िल्टर से दोगुना होगा जो 40 डीबी प्रति दशक होगा इसलिए दूसरे लो पास ऑर्डर फिल्टर के लिए समान डिज़ाइन आवश्यक हैं तो यह सर्किट है और यह सूत्र है अब यदि मैं इसका उपयोग करता हूं तो यह एक उदाहरण है मेरे पास एक कैस्केड वोल्टेज गेन है जब उच्च क्रम के फिल्टर बनाने के लिए एक फिल्टर सर्किट में कैस्केडिंग होता है तो फ़िल्टर का समग्र गेन प्रत्येक स्टेज के उत्पाद के बराबर होता है उदाहरण के लिए स्टेज का गेन 10 हो सकता है और स्टेज का गेन 32 हो सकता है तीसरे का स्टेज का गेन 100 हो सकता हैसही इसलिए उदाहरण के लिए यह क्या कह रहा है कि अगर मैं अपने फिल्टर को कैस्केड करता हूं और मेरा पहला स्टेज10 है तो दूसरा स्टेज 32 है तीसरा स्टेज 100 है ये सही हैं तो समग्र लाभ 32000 होगा क्योंकि 10 32 100 सही है AV Av1 x Av2 x Av3 तो Av 10 32 100 32000 के बराबर है तो AV डेसिबल में 20 लॉग 32000 90 dB होगा सही इसलिए यदि मैं 90 dB देखता हूं तो 90 कुछ नहीं बल्कि 20 30 और 40 होगा सही 90 dB लगभग 20 dB 30 dB 40 dB होगा जो फिल्टर के मामले में कैस्केडिंग वोल्टेज गेन है बहुत आसान अब फिल्टर पोल की संख्या को कैस्केडिंग करके बढ़ाया जा सकता है जो कि 1 RC से 2 RC से 3 RC तक है यहाँ आप 3 R और Cs देख सकते हैंसही 1RC 2 RC और 3 RC का मतलब है कि यह एक तीन पोल या तीसरा ऑर्डर लो पास फिल्टर है तीन पोल के साथ फिल्टर प्राप्त करने के लिए दो पोल फिल्टर के साथ एक फोन फिल्टर कैस्केड करें आसान सही आइए अब हम लो पास फिल्टर का एक उदाहरण देखते हैं तो आप यहाँ देखते हैं कि यह सर्किट दिया गया है तो सवाल क्या है 2 किलोहर्ट्ज़ की उच्च कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए एक लो पास फ़िल्टर डिज़ाइन करें तो हमें कट ऑफ फ्रिक्वेंसी fc के लिए एक फ़िल्टर डिज़ाइन करना होगा जो 2 किलोहर्ट्ज़ दी गई है और पास बैंड गेन सही पास बैंड गेन 2 दिया गया है सही इनपुट कहाँ है इनपुट यहां है नॉन इनवर्टिंग टर्मिनल पर तो यह नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर जैसा दिखता हैसही तो नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर क्या है dc गेन क्या है 1 Rf Ri यह हम जानते हैं तो fc दिया जाता है R दिया गया है सही R कहां है R है 1 किलो ओम C भी दिया गया है fc 1 2πRC लो पास फ़िल्टर के लिए क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का सूत्र क्या है fc 1 2 πRC हम इसे सुंदर जानते हैं इसके बाद C बराबर है C 1 2πRfc इसलिए जब आप इस का समाधान करते हैं जब आप मूल्य स्थानापन्न करते हैं तो आप fc का मूल्य जानते हैंआप R के मूल्य को जानते हैं तो आप C 7957 नैनोफैराड प्राप्त करेंगे या यह मूल्य हैसही आवश्यक पास बैंड गेन 2 है तो इसका मतलब है हमारे पास सूत्र 1 Rf Ri 2 सही है 2 1 Rf Ri अब अगर यह मामला है इसका मतलब है मेरा Rf Ri Ri 1 2 1होगा सही अब मेरा Rf क्या है मुझे नहीं पता मान लीजिए हमें इसे डिजाइन करना है क्योंकि लो पास फिल्टर का डिज़ाइन अब मान लीजिए कि ये चीजें नहीं दी गई हैं और आपको केवल R का मान दिया जाता है आपको केवल Rका मान दिया जाता है सही या यह भी नहीं दिया जाता है कि हम कहें कि यह भी नहीं दिया गया है तो आप फ़िल्टर को सही से कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं अगर मैंने आपको यह विशेष समस्या दी है कि आपके पास कट ऑफ फ्रीक्वेंसी fc 2 किलोहर्ट्ज़ की है और 2 का गेन है तो उसके आधार पर आप फ़िल्टर को कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं इसलिए अब चूंकि हम जानते हैं कि fc 1 2 πRC हम कह सकते हैं कि R 1 किलो ओम के बराबर है और फिर c हम ढूंढ सकते हैं तब आपको R और C उपलब्ध है अब 1 Rf Ri अपने नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर गेन है जब आप Rf और Ri का मूल्य प्रतिस्थापित करते हैं इसलिए हम Rf और Ri का मूल्य नहीं जानते हैं लेकिन हम गेन का मूल्य जानते हैं तो हम जानते हैं कि Rf Ri 1 के बराबर होगा क्योंकि 1 Rf Ri 2 के बराबर है इसलिए Rf Ri 2 1 के बराबर है यह 1 होगा तो इसका मतलब है कि Rf को Ri के बराबर होना चाहिए हम कोई भी मूल्य ले सकते हैं हम 10 किलो ओम कहते हैं तो अब आपके पास Rf Ri C R के मान हैं और फिर इन विशेष मूल्यों के आधार पर आप इस लो पास सक्रिय फिल्टर को डिजाइन कर सकते हैं आइए हम एक और उदाहरण लेते हैं यदि आपको एक सर्किट दिया जाता है जहां R 33 किलो ओम C 0047 माइक्रोफ़ारडRi 27 किलो ओमRf 20 किलो ओम बैंडपास गेनAo में उच्च आवृत्ति कट ऑफ या fh की गणना करें हमें कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ढूंढनी होगी इसलिएतो fcfh12πRC अब अगर मैं मूल्य को प्रतिस्थापित करता हूं R 33 किलो ओम C 0047 माइक्रोफ़ारड तो उत्तर fh 1026 किलोहर्ट्ज़ होगा अब मुझे बैंडपास गेन प्राप्त करने के लिए कहा गया है यह एक नॉन इनवर्टिंग एम्पलीफायर है हम बैंड पासगेन RfRi जानते हैं मूल्य को प्रतिस्थापित करें और आपको 174 का गेनमिलेगा आपको लो पास सक्रिय फिल्टर का गेनमिलेगा मूल्यों को देखते हुए आप एक सर्किट डिजाइन कर सकते हैं और एक सर्किट दिया गया है आप मूल्यों का पता लगा सकते हैं फ़िल्टर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी गेन प्रतिरोध कैपेसिटर आदि के मूल्य क्या हैं इसलिए इस विशेष मॉड्यूल में हमने लो पास फिल्टर देखा है हमने निष्क्रिय फिल्टर सक्रिय फिल्टर और कुछ उदाहरण देखे हैं अगले मॉड्यूल में आइए देखें कि हम ऑपरेशन एम्पलीफायर का उपयोग करके हाई पास सक्रिय फिल्टर कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं और मैं तुम्हें अगली कक्षा में देखूंगा तब तक आप ध्यान रखना अलविदा